नमस्कार पिछली कक्षा में हम मेसन के नियम Mason's rule के बारे में चर्चा कर रहे थे तो हम उस बिंदु से अपनी चर्चा जारी रखेंगे आज की कक्षा में हम स्टेट समीकरण भी देखेंगे तो पहले हम मेसन के नियम पर चर्चा करते हैं जो हम पिछली कक्षा में चर्चा कर रहे थे मेसन के नियम के बारे में हमने क्या चर्चा की थी कि यह सूत्र एसजे मेसन के द्वारा व्युत्पन्न किया गया था जब उन्होंने सिगनल फ्लो ग्राफ और ग्राफ से लिखे जा सकने वाले साइमल्टेनियस समीकरणों को संबद्ध किया था सिग्नल फ्लोग्राफ में नॉन टचिंग लूप का होना इस सूत्र की जटिलता बढ़ा देता है जो एस जे मेसन के द्वारा दिया गया था लेकिन क्या होता है कि आमतौर पर ज्यादातर सिस्टम जो आप वास्तविक काल में देखते हैं में नॉन टचिंग लूप नहीं होते हैं तो इस तरह इस प्रकार के सिस्टम के लिए मेसन के नियम को लागू करना आसान है और उन सिस्टम के लिए हम पाते हैं कि ब्लॉक डायग्राम को छोटा करने से ज्यादा आसान मेसन के नियम का उपयोग करना है तो हम देखते हैं मेसन का नियम क्या था

हम लिख सकते हैं Z2 Y1 Z2 Y3 Z4 Y3 जो आपको इस विशेष अलग अलग लूप से मिलेगा और फिर आपके पास 2 नॉन टचिंग लूप का समूह होगा यह Z2 Y1 गुणे Y3 Z4 हो जाएगा अतः यह आप डेल्टा के भाग के रूप में पाएंगे अगला हमें देखना है कि कितने लूप हैं जो आप पा सकते हैं जो फॉरवर्ड मार्ग को नहीं छू रहे हैं यदि आप इस विशेष फॉरवर्ड मार्ग को देखें सभी 3 लूप जो आप सिगनल फ्लो ग्राफ में देख सकते हैं फॉरवर्ड मार्ग को छू रहे हैं तो इस स्थिति में आप क्या लिख सकते हैं आप डेल्टा 1 लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास केवल एक फॉरवर्ड मार्ग 1 के बराबर है क्योंकि हमारे पास कोई लूप नहीं है जो फॉरवर्ड मार्ग को ना छू रहा हो अब आप क्या कर सकते हैं अब आप उस मान को संकलित करें जो संपूर्ण सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है यानी Cs Rs आप क्या लिख सकते हैं अब आप डेल्टा k में Tk लिख सकते हैं तो आपके पास फॉरवर्ड मार्ग गेन क्या है Y1 Z2 Y3 Z4 डेल्टा k 1 है यानी आप लिख सकते हैं गुणे 1 या यह सामान रहेगा हर में आप डेल्टा का मान लिखेंगे तो डेल्टा का मान क्या है डेल्टा 1 प्लस Z2 Y1 प्लस Z2 Y3 प्लस Z4 Y3 प्लस Z2 Z4 Y1 Y3 होगा अतः यह ट्रांसफर फंक्शन है जो आप सिगनल फ्लो ग्राफ से प्राप्त करेंगे जब आप मेसन का नियम लागू करेंगे तो मुझे आशा है कि अब आप अन्य सिग्नल फ़्लो ग्राफ़ के लिए ट्रांसफर फ़ंक्शन का पता लगाने से संबंधित गणना कर सकते हैं अब हम पहले आर्डर के डिफरेंशियल समीकरण के बारे में बात करते हैं और हम इसे स्टेट समीकरण भी कहते हैं क्यों चलिए हम यह अवधारणा समझते हैं तो एक n वे आर्डर की डिफरेंशियल समीकरण को n पहले आर्डर के डिफरेंशियल समीकरण में तोड़ा जा सकता है पहले आर्डर के डिफरेंशियल समीकरण को हल करना उच्च आर्डर की तुलना में आसान है पहले आर्डर के डिफरेंशियल समीकरण का उपयोग कंट्रोल सिस्टम के विश्लेषणात्मक अध्ययन में किया जाता है तो अब हम एक नमूना डिफरेंशियल समीकरण लेते हैं यह बहुत ही सामान्य समीकरण है जो आपने शायद देखा होगा जब हमने श्रेणी RLC सर्किट पर चर्चा की थी और बाहरी वोल्टेज सोर्स जोड़ा था तो R प्रतिरोध है L प्रेरकत्व है C धारिता है i नेटवर्क में धारा है et लागू वोल्टेज है तो इस स्थिति में e फोर्सिंग फंक्शन है और t क्या है t स्वतंत्र चर है और हम इसे यानी धारा या अज्ञात जिसे हमे इस डिफरेंशियल समीकरण को हल करके निकलना है को एक निर्भर चर मानेंगे अब हम मानते हैं और तब पिछला समीकरण अर्थात को निम्नलिखित दो प्रथम आर्डर डिफेरेंशिअल समीकरण में तोड़ा गया है आमतौर पर आप यह अवधारणा लिख सकते हैं जो हमने अभी चर्चा की आप इसे nवें आर्डर सिस्टम के लिए बढ़ा सकते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं तो हम क्या करेंगे हम मानेंगे की y के फलन नहीं है मतलब यह स्थिर गुणांक है तो हम क्या कर सकते हैं हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं तो जब आप अलग अलग अवयव को 1 चर के रूप में प्रदर्शित करते हैं आप इस समीकरण की मदद से आसानी से लिख सकते हैं कि हमने उन्हें इस विशेष समीकरण में रखा है और जब हम हल करते हैं हम को अन्य अवयवों के योग के रूप में लिख सकते हैं अंतिम समीकरण जो हम प्राप्त करते हैं उच्चतम ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म को शेष टर्म के बराबर करके प्राप्त किया जाता है तो पहले आर्डर समीकरण का समूह जो हमें मिला है उसमें चर जिन्हें आपने x1 x2 से xn परिभाषित किया है हम उन्हें स्टेट चर कहते हैं हम उन्हें स्टेट चर क्यों कहते हैं क्योंकि पहले हम समझते हैं कि स्टेट क्या है एक सिस्टम की स्टेट उस सिस्टम के पिछले और वर्तमान और भविष्य की स्थितियों को संदर्भित करती है अब डायनामिक सिस्टम को मॉडल करने के लिए स्टेट चर के एक सेट को परिभाषित करना और समीकरण सेट करना सुविधाजनक है यहां यदि आप चर देखें जिन्हें आपने x1 x2 xn से परिभाषित किया है यह मूलतः चर है जो पिछले समीकरण को परिभाषित करते हैं nवे ऑर्डर सिस्टम के स्टेट चर है और प्रथम ऑर्डर डिफरेंशियल समीकरण स्टेट समीकरण हैं अब स्टेट चर की परिभाषा क्या है

तो गुणांक मैट्रिक A और B आप इस तरह परिभाषित कर सकते हैं अब चलिए हम आउटपुट समीकरण के बारे में बात करते हैं एक सिस्टम का आउटपुट 1 चर है जिसे मापा जा सकता है लेकिन एक स्टेट चर हमेशा इस आवश्यकता को पूरा नहीं करता है हम समझते हैं कि इसका क्या मतलब है

हमने रेखीय निरंतर डाटा और डिस्क्रीट डायनेमिक सिस्टम्स के लिए स्टेट चर और स्टेट समीकरण की अवधारणा और परिभाषा को प्रस्तुत किया है हमने रेखीय सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन प्राप्त करने के लिए ब्लॉक डायग्राम और सिगनल फ्लो ग्राफ विधि का उपयोग भी किया है अब अगली कक्षा में हम क्या करेंगे हम स्टेट समीकरण की मॉडलिंग में विस्तार के लिए सिगनल फ्लो ग्राफ अवधारणा का उपयोग करेंगे और परिणाम जो हम स्टेट डायग्राम में उपयोग करेंगे एक स्टेट चर फॉर्मुलेशन की मूल विशेषताएं यह रेखीय और अरेखीय सिस्टम समय अपरिवर्तनीय और समय परिवर्तनीय सिस्टम है और एकल चर और बहु चर सिस्टम को एकीकृत तरीके से मॉडल किया जा सकता है जबकि दूसरी ओर ट्रांसफर फ़ंक्शन केवल रैखिक समय अपरिवर्तनीय सिस्टम के लिए परिभाषित किया गया है इसलिए इसके साथ हम अपनी आज की चर्चा को बंद कर सकते हैं हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे जबकि हम बहु चर सिस्टम की मॉडलिंग करना शुरू करेंगे जहाँ आप कई इनपुट और कई आउटपुट और आप उन मॉडलों के सेट का विश्लेषण कैसे करेंगे देखेंगे धन्यवाद